टेक्सोनोमी के अंतिम इकाई में हमने कॉगनिटिव स्तरों अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट और क्रिएट गतिविधियों की प्रकृति का पता लगाया और हमने यह भी महसूस किया कि एनालाइज शब्द शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को भी कुछ कठिनाई देने वाला है क्योंकि एनालाइज शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर फैकल्टी द्वारा बहुत ही ढीले या सराहनीय तरीके से किया जाता है लेकिन जबकि एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी एनालाइज को एक बहुत ही विशिष्ट अर्थ देता है इसलिए यदि आप इस टेक्सोनोमी या इस प्रकार के शैक्षणिक प्रशिक्षण का अनुसरण कर रहे हैं तो एंडरसन और ब्लूम के संदर्भ में एनालाइज का बहुत अधिक संकीर्ण अर्थ है और एक बार जब आप इन सभी को देखते हैं तो सभी छह श्रेणियों कॉगनिटिव स्तर जिस तरह से वर्तमान में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कॉगनिटिव प्रक्रियाएं रिमेम्बर अंडरस्टैंड और अप्लाई केवल वही हैं जो पाठ्यक्रमों के माध्यम से संबोधित किए जाते हैं यदि आप उच्च कॉगनिटिव स्तर चाहते हैं तो वर्तमान मूल्यांकन तंत्र या वर्तमान परीक्षा प्रणाली अनुमति नहीं देती है इन उच्च कॉगनिटिव स्तर से आने वाली क्रियाओं को केवल कहने से यह मतलब नहीं है कि वास्तव में प्रश्न उच्च कॉगनिटिव स्तरों से संबंधित हैं तो अभी यह रिमेम्बर अंडरस्टैंड और अप्लाई और प्रश्नों का प्रतिशत क्या होना चाहिए या जो गतिविधि आप करते हैं वह अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए और याद रखने के बजाय लागू करें तो यह वही है जो वर्तमान स्थिति को दर्शाता है अब वर्तमान इकाई M1U11 में हम ज्ञान की चार सामान्य श्रेणियों की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं ये फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल प्रोसीज़रल और मेटाकोग्निटिव हैं यही कि इन चार सामान्य श्रेणियों की प्रकृति को समझना हमारा उद्देश्य है अब जिस क्षण आपको ज्ञान शब्द आता है यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सभी लोग काफी आराम से करते हैं हो सकता है कई बार यह शब्द का वैध उपयोग हो लेकिन समस्या तब आती है जब आप यह परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान क्या है और यह उत्तर देने के लिए एक आसान सवाल नहीं है क्योंकि यह पिछले 2000 वर्षों से दर्शन की चिंता है और अभी तक है ज्ञान क्या है क्या वास्तव में बनता है पर कोई समझौता नहीं इसलिए ज्ञान को चिह्नित करने की समस्या अभी भी दर्शन और मनोविज्ञान का एक स्थायी प्रश्न है तो हम उस तरह के निष्कर्ष पर आने के लिए किसी तरह की प्रयास करने की कोशिश भी नहीं करेंगे हम एक ऑपरेशनल परिभाषा देने जा रहे हैं हमारे पाठ्यक्रम के लिए इसका मतलब है यह वह तरीका है जिसे हम डिजाइन करने जा रहे हैं जो ज्ञान है अब सिर्फ एक लेबल के रूप में ज्ञान को व्यवस्थित और संरचित किया जाता है जिसे आप संज्ञानात्मक रचनावादी परंपरा कहते हैं आइए हम संज्ञानात्मक और रचनात्मक परंपरा के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं हम एक अन्य मॉड्यूल में कर सकते हैं लेकिन यह वह ढांचा है जिसमें आप ज्ञान शब्द का उपयोग कर रहे हैं और हम यह भी जानते हैं कि ज्ञान डोमेन विशिष्ट और प्रासंगिक है यह भी एक दार्शनिक दृष्टिकोण है कि ज्ञान को पूर्ण ठीक नहीं कहा जाता है इस प्रकार हम इस पर गौर करने के लिए प्रचालनरत हैं अब ज्ञान की चार सामान्य श्रेणियां हैं जिनका हमने उल्लेख किया है फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल प्रोसीज़रल और मेटाकोग्निटिव ऐसे भी हैं जब ये चार श्रेणियां सभी विषयों पर लागू होती हैं चाहे वह मानविकी हो सामाजिक विज्ञान विज्ञान इंजीनियरिंग इसे अन्य व्यावसायिक विषयों जैसे चिकित्सा चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो भी आप के बारे में बात करते हैं ये सभी चार श्रेणियां सार्वभौमिक रूप से लागू हैं लेकिन इंजीनियरिंग के संबंध में इंजीनियरिंग के संबंध में ज्ञान की कुछ विशिष्ट श्रेणियां हैं अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इंजीनियरिंग के बारे में कुछ आप हटा रहे हैं तो इंजीनियरिंग के लिए विशिष्ट ये चार श्रेणियां हैं फंडामेंटल डिजाइन सिद्धांत मानदंड और विनिर्देश व्यावहारिक बाधाएं डिजाइन इंस्ट्रूमेंटैलिटी हम इन चार श्रेणियों को एक इकाई में बाद में इंजीनियरिंग के लिए विशिष्ट देखेंगे लेकिन अभी हम चार सामान्य श्रेणियों को देखेंगे यह समझने में काफी सरल है फैक्चुअल ज्ञान बुनियादी तत्वों के छात्रों को पता होना चाहिए कि क्या उन्हें अनुशासन से परिचित होना है या इसमें कोई समस्या है यह अमूर्तता के अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर मौजूद है सबसे पहले हर विषय की अपनी भाषा होती है ऐसे शब्द हैं जिन्हें विशेष रूप से परिभाषित किया गया है और आपको उन शब्दों का उपयोग केवल उसी संदर्भ में करना है इसका मतलब उस विषय के लिए विशिष्ट है और कुछ प्रतीक हैं जिन्हें हम किसी उपकरण या किसी फ़ंक्शन के साथ जोड़ते हैं जो भी आपके पास कुछ शब्दावली और कुछ प्रकार के प्रतीक हैं वे सभी फैक्चुअल ज्ञान हैं अब फैक्चुअल ज्ञान के उपप्रकारों में शब्दावली का ज्ञान शामिल है शब्द अंक संकेत और चित्र और वर्णनात्मक और निर्धारित डेटा सहित विशिष्ट विवरण का ज्ञान उदाहरण के लिए लोहे का घनत्व इतना है या किसी चीज का वजन इतना है आप उस तरह के बहुत विशिष्ट विवरणों की बात कर रहे हैं एक वर्णनात्मक है वर्णनात्मक का मतलब है कि आप पहले से मौजूद प्रकृति के फैक्चुअल विशिष्ट विवरण दे रहे हैं प्रिस्क्रिप्टिव डेटा का मतलब है कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो और ऐसा हो हम कहेंगे कि इस कुर्सी का वजन कुछ से अधिक नहीं होना चाहिए वह भी प्रिस्क्रिप्टिव है यह प्रिस्क्रिप्टिव डेटा है तो एक इंजीनियर या किसी को भी वर्णनात्मक और प्रिस्क्रिप्टिव डेटा दोनों से परिचित होना चाहिए तो ये फैक्चुअल ज्ञान की उपश्रेणियाँ हैं शब्दावली का मतलब फिर से मैं थोड़ा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उदाहरण दे रहा हूं सिग्नल टू नॉयज़ अनुपात लो पास फिल्टर कुछ शब्द जैसे VCVS CCCS पावर फैक्टर आदि इन शब्दों का मतलब केवल उन लोगों के लिए कुछ विशिष्ट है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और शायद परिधीय रूप से मैकेनिकल और सिविल के कुछ लोग भी शायद इन शब्दों से परिचित हों लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के संबंध में यह शब्दावली प्रमुख है भारत में बिजली आपूर्ति की आवृत्ति जैसे कुछ विशिष्ट विवरण 50 हर्ट्ज हैं या इसे 50 हर्ट्ज माना जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइस 120 डिग्री से ऊपर विफल हो जाते हैं बॉल ग्रिड सरणी पैकेजिंग 200 से अधिक इनपुट आउटपुट पिन के लिए प्रदान कर सकती है उदाहरण टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एनालॉग डिवाइसेज दो सेमीकंडक्टर निर्माता हैं जो एनालॉग IC की एक विस्तृत विविधता बनाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सभी तथ्य और आंकड़े हैं लेकिन यह इन में से कुछ तथ्यों और आंकड़ों को आंतरिक करना है हर बार मैं किसी पुस्तक पाठ्यपुस्तक पर जाकर सलाह नहीं ले सकता इन दिनों बेशक विकिपीडिया या Google आप पूरी तरह से अप्रभावी हो जाएंगे यदि कुछ संख्याओं को पूरी तरह से आंतरिक नहीं किया गया है उसे आपका हिस्सा होना है इसलिए उस सीमा तक फैक्चुअल ज्ञान महत्वपूर्ण है लेकिन हम केवल वहाँ बने रहने का जोखिम नहीं उठा सकते कॉन्सेप्चुअल ज्ञान में आना जबकि हर कोई इंजीनियरिंग शिक्षक मानता है कि कौन सी अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारा अनुभव बताता है कि जब आप परिभाषित करना शुरू करते हैं कि एक अवधारणा क्या है हर कोई एक मुद्दा या समस्या है यह बहुत स्पष्ट रूप से केवल विचार के साथ अवधारणा जैसे शब्दों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है अधिक मूल चीजें और इसी तरह लेकिन एक औपचारिक परिभाषा यदि आप चाहते हैं तो एक अवधारणा सभी संस्थाओं घटनाओं या संबंधों को परिभाषाओं का उपयोग करने वाली श्रेणी या वर्ग में दर्शाती है इसका मतलब है कि आप एक ऐसी चीज इकट्ठा करते हैं जैसे कि कुर्सियां आज दुनिया में किसी भी प्रकार की कुर्सियों की संख्या है लेकिन जिस पल आप किसी चीज को देखते हैं आप जानते हैं कि वह कुर्सी है या नहीं तो कुर्सी वास्तव में एक अवधारणा के रूप में माना जा सकता है जब मैं एक कुर्सी के रूप में कुछ कहता हूं तो मैं दो वस्तुओं के बीच मतभेदों को अनदेखा करने के लिए तैयार हूं जिन्हें हम कुर्सी के रूप में बुला रहे हैं है ना तो यही परिभाषा है सभी संस्थाओं और घटनाओं और या किसी दिए गए श्रेणी या परिभाषाओं के उपयोग की श्रेणी में संबंधों को अस्वीकार करता है अवधारणाओं में सार है कि वे अपने विस्तार में चीजों के अंतर को छोड़ देते हैं उदाहरण के लिए यदि आप किसी चीज को धातु कहते हैं तो मैं धातु के रूप में कुछ कहता हूं जब मैं धातु शब्द का उपयोग करता हूं तो मैं दो या तीन अलग अलग धातुओं के बीच अंतर को अनदेखा करने के लिए तैयार हूं बस एक वस्तु एक धातु है या पेड़ की तरह पेड़ एक अवधारणा है मैं आम के पेड़ और नारियल के पेड़ के बीच के मतभेदों को नजरअंदाज करने को तैयार हूं लेकिन दोनों पेड़ हैं ठीक है इसलिए अवधारणाएं अमूर्त हैं कि वे अपने विस्तार में चीजों के अंतर को छोड़ देते हैं क्लासिकल अवधारणाएं सार्वभौमिक हैं कि वे अपने विस्तार में सब कुछ के लिए समान रूप से लागू होते हैं इसका मतलब है कि उनका विस्तार क्लासिकल अवधारणाओं के लिए बहुत बड़ा है और यह भी होता है कि अवधारणाएं प्रस्ताव के तत्वों की तरह होती हैं उसी तरह जैसे कोई शब्द किसी वाक्य का मूल शब्दार्थ तत्व होता है आप एक वाक्य कैसे बनाते हैं कई शब्दों का उपयोग करना इसी तरह एक प्रस्ताव कई अवधारणाओं को एक साथ रखा जा सकता है इसका मतलब है कि अगर मैं दो या तीन अवधारणाओं को जोड़ता हूं और एक ऐसा संबंध बनाता हूं जो कॉन्सेप्चुअल ज्ञान भी है आम तौर पर हम इसे एक सिद्धांत के रूप में कहते हैं इसलिए यहां कॉन्सेप्चुअल ज्ञान में श्रेणियां और वर्गीकरण शामिल होंगे जैसे कि हमने कहा था कि धातु और उनके बीच संबंध यही हम वह भी कॉन्सेप्चुअल ज्ञान माने जाते हैं उस कॉन्सेप्चुअल ज्ञान के शीर्ष पर स्कीमा मानसिक मॉडल या निहित और स्पष्ट सिद्धांत शामिल हैं सभी सिद्धांतों को कॉन्सेप्चुअल ज्ञान भी माना जाता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और सिद्धांत में मॉडल क्या हैं किसी विशेष विषय वस्तु को कैसे व्यवस्थित और संरचित किया जाता है यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ढांचे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक समस्या को हल करने या देखने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ कठिनाई हो सकती है क्योंकि शब्दों का मतलब एक ही बात नहीं है और कुछ स्वीकृत प्रक्रियाएं प्रत्येक शाखा और इसी तरह से नहीं हैं तो स्कीमा एक विशेष विषय वस्तु को कैसे व्यवस्थित और संरचित करती है इसका प्रतिनिधित्व करती है जानकारी के विभिन्न भागों या जानकारी के बिट्स को कैसे व्यवस्थित और अधिक व्यवस्थित तरीके से आपस में जोड़ा जाता है ये भाग एक साथ कैसे कार्य करते हैं क्लासिकल उदाहरण आइए हम इस पर गौर करें उदाहरण के लिए कॉन्सेप्चुअल ज्ञान के नमूने बल एक्सेलरेशन वेग मास वोल्टेज करंट तापमान एन्ट्रापी स्ट्रेस स्ट्रेन उन शब्दों में से प्रत्येक एक अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है उदाहरण के लिए F बल है मास m है और एक्सेलरेशन a है इसलिए यदि आप इसे F ma कहते हैं तो तीनों अवधारणाएं हैं लेकिन मैं उनके बीच संबंध बना रहा हूं और यह भी कॉन्सेप्चुअल ज्ञान है केवल एक चीज जिसे हम अब एक सिद्धांत कहते हैं तो एक सिद्धांत या एक कानून के बारे में अगर आप बात करते हैं एक कानून कुछ भी नहीं है लेकिन दो या अधिक अवधारणाओं के बीच अंतर्संबंध का प्रतिनिधित्व करता है वही हम कह सकते हैं इसी तरह अन्य उदाहरण किरचॉफ के नियम या थर्मोडायनामिक्स के नियम हैं वे सभी कॉन्सेप्चुअल ज्ञान के नमूने हैं अब प्रोसीज़रल नॉलेज पर आते हैं कैसे कुछ करने का ज्ञान है यह समझने में काफी सरल है हर विषय या हर शाखा में आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना होगा मैं परिणाम पर आने के लिए चरणों का एक क्रम का पालन करता हूं इसलिए यह अक्सर एक सीरीज़ या सीक्वेंस का रूप ले लेता है लेकिन मेरे पास उन चरणों का पालन करने या करने की क्षमता होनी चाहिए चरणों का क्रम इसमें कौशल एल्गोरिदम तकनीकों और सामूहिक रूप से प्रक्रियाओं के रूप में ज्ञात ज्ञान शामिल हैं चीज़ को समझने में आसान एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है तकनीक ऐसी चीज को मापने के लिए है जिसे आपको दिए गए सामग्री के बारे में बताने के लिए घनत्व के माप के लिए निश्चित अनुक्रम का पालन करना होगा इसमें एक प्रक्रिया का पालन करना भी शामिल है जैसे मुझे एक दूसरे क्रम के अंतर समीकरण को हल करना है मुझे एक प्रक्रिया दी गई है या मुझे किसी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ढूंढना होगा तो एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना है और वह है प्रोसीज़रल ज्ञान लेकिन इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए निर्धारित मानदंडों का ज्ञान भी शामिल है उदाहरण के लिए अगर कुछ अशुभ है तो आप लैपलैस ट्रांसफॉर्म को लागू नहीं कर सकते ठीक है इसलिए जब आप जानते हैं कि आप किस तरह से कॉल करते हैं तो एक लैप्लस ट्रांसफ़ॉर्म मिलता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आवेदन कब करना है या उस स्थिति में क्या प्रक्रिया लागू की जा सकती है यह भी प्रोसीज़रल ज्ञान का हिस्सा है और कई बार ये प्रोसीज़रल ज्ञान विशिष्ट विषय या ऐकडेमिक विषयों के लिए विशिष्ट या जर्मेन होते हैं वे जरूरी सार्वभौमिक नहीं हैं प्रोसीज़रल ज्ञान के कुछ उदाहरण मैट्रिक्स अंतर समीकरण को हल करना तर्क अभिव्यक्ति से एक सत्य तालिका तैयार करना बोडे प्लॉट बनाना विनिर्देशों के अनुसार एक फ़िल्टर डिज़ाइन करना ये सभी प्रोसीज़रल ज्ञान हैं अब कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत सामान्य रूप से जाना जाता है वह है मेटाकोग्निटिव ज्ञान हमारे पास इस विशेष चीज़ पर एक पूरी इकाई होगी मैं समझता हूं कि शिक्षक को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है लेकिन हम देखते हैं इसे संभालना आसान नहीं है मेटाकोग्निटिव शब्द के आधार पर मेटाकोग्निटिव ज्ञान सामान्य रूप से अनुभूति के बारे में ज्ञान के साथ साथ अपने स्वयं के अनुभूति के बारे में जागरूकता और ज्ञान है उदाहरण के लिए सबसे आम बात कई बार हमें लगता है कि हम किसी चीज के बारे में जानते हैं लेकिन संभवतः हम तब तक नहीं जानते हैं जब तक हमें यह महसूस नहीं हो जाता है कि जब आपको किसी समस्या का समाधान करना होता है तो आपको किसी भी प्रकार की शंका होने लगती है इसका मतलब है कि हमने सोचा था कि हम जानते थे हम नहीं जानते थे तो सबसे बुनियादी बात यह है कि मुझे क्या पता है यदि कोई छात्र गलती से सोचता है कि वह पहले से ही जानता है तो हम अपने विषय के साथ एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं जो पहले वाले नहीं जानते थे तो क्या होता है वह सभी चीजें जो वह सीख रहा है या तो अपर्याप्त होगा या आधा बेक्ड होगा अब मेटाकोग्निटिव ज्ञान के कुछ श्रेणियों की पहचान दिया हुआ कार्य कार्य को आकलन करें वह कितनी प्रयास की जरूरत है आपको किस तरह की पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए और इसमें कितना समय लगने की संभावना है इसलिए कार्य का आकलन करना अगर कोई कहता है ओह मैं आधे घंटे में कुछ हल कर सकता हूं यह सही हो सकता है और सही नहीं हो सकता है अगर उसका ज्ञा मेटाकोग्निटिव ज्ञान खराब है तो यह गलत होगा अपनी स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करना हर किसी को अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण की योजना बनाना रणनीतियों को लागू करना और प्रदर्शन की निगरानी करना कि मुझे खुद पर नजर रखने में सक्षम होना चाहिए यही कारण है कि मैं कुछ का पालन कर रहा हूं और मैं प्राप्त कर रहा हूं क्या मैं मूल रूप से पूछे गए माइलस्टोन्स तक पहुंच रहा हूं मुझे अपने स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित और समायोजित करना मेरे पास प्रतिबिंबित करने और समायोजन करने की क्षमता होनी चाहिए और क्या बुद्धि और सीखने की मेरी अपनी मान्यताएं हैं और मुझे यकीन है कि जब आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हम अपने मेटाकोग्निटिव ज्ञान के बारे में मान्यताओं की अंतहीन धारणाएं बनाते हैं अब हम इन सभी चीजों को एक साथ एक चित्र में डालते हैं लर्निंग टीचिंग और असेसमेंट में ऐसे डोमेन हैं जिनमें हमने पहले ही कॉगनिटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन का उल्लेख किया है हम इन दो डोमेन को अन्य इकाइयों में थोड़ा और विस्तृत करेंगे और कॉगनिटिव डोमेन में आएंगे इसमें कॉगनिटिव प्रक्रियाओं और ज्ञान श्रेणियों सहित आयाम शामिल हैं इसके दो आयाम हैं और कॉगनिटिव प्रक्रियाएं रिमेम्बर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट और क्रिएट और नॉलेज कैटेगरी फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल प्रोसीज़रल और मेटाकोग्निटिव हैं हम जो करने की कोशिश करेंगे उसके आयाम हैं फिर से इंजीनियरिंग के लिए विशिष्ट ज्ञान श्रेणियां बाद में आएँगी इसलिए लेकिन अभी तक हमने जो कुछ भी अब तक संभाला है वह इस तरह से ग्राफिक रूप से व्यवस्थित हो सकता है तो यह टेक्सोनोमी ऑफ़ कॉगनिटिव डोमेन जनरल है इसका मतलब है कि यह हिस्सा केवल इंजीनियरिंग विषयों पर ही नहीं बल्कि किसी अन्य विषय पर भी लागू होगा अब इस बात को ध्यान में रखना है आम तौर पर आप केवल एक श्रेणी से संबंधित ज्ञान तत्वों के साथ काम नहीं कर रहे हैं एक सिर्फ फैक्चुअल ज्ञान तत्वों के साथ काम कर सकता है कि आप कक्षा में तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करते रहें उदाहरण के लिए मैं एक अवधारणा का वर्णन कर सकता हूं मैं एक प्रक्रिया का वर्णन कर सकता हूं यहां तक कि वह फैक्चुअल ज्ञान है ठीक है मुझे फैक्चुअल ज्ञान तत्वों की उम्मीद है मुझे याद रखने और पुन पेश करने की उम्मीद है जबकि यह कुछ मामलों में फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल और मेटाकोग्निटिव हो सकता है और यह चारों हो सकता है फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल प्रोसीज़रल और मेटाकोग्निटिव तत्व जबकि शिक्षार्थी मेटाकॉग्निटिव तत्वों के साथ सीधे तौर पर व्यवहार नहीं कर सकता है प्रशिक्षक को सीखने की घटनाओं को आयोजित करने और डिजाइन करने में मेटाकॉग्निटिव तत्वों से निपटना है हमारे अनुसंधान से पता चलता है कि जब तक शिक्षक को छात्रों के मेटाकॉग्निटिव ज्ञान के बारे में पता नहीं होता है तब तक वह कक्षा में क्या कर रहा है या प्रयोगशाला में काम करना प्रभावी नहीं हो सकता है और इससे कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं वैसे भी हम उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका समाधान नहीं निकाल रहे हैं लेकिन यदि आप देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों का सर्वेक्षण करते हैं तो यह उन मुद्दों में से एक है जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आने वाले छात्रों के मेटाकॉग्निटिव ज्ञान के बारे में बहुत ही खराब स्थिति है इस इकाई के लिए असाइनमेंट है आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों से या सूची से परिचित 10 फैक्चुअल ज्ञान तत्व एक विषय लें और जो भी तथ्य और आंकड़े आप इसके बारे में बात कर रहे हैं उनमें से एक शब्द या दो शब्द होने चाहिए जो कि प्रत्येक तत्व के लिए हैं लेकिन उनमें से 10 को सूचीबद्ध करें और इसी तरह की सूची को आप अवधारणाओं उनमें से 10 या 10 सिद्धांतों पर विचार करें सिद्धांत कुछ और नहीं बल्कि एक दूसरे से संबंधित अवधारणाएं दो या अधिक अवधारणाएं हैं इसी तरह उस कोर्स से 10 प्रक्रियाएँ दें जिनसे आप निपट रहे हैं यह केवल आपके पाठ्यक्रम से उदाहरण दे रहा है यह उम्मीद है इस असाइनमेंट का उद्देश्य यह है कि आप उस विषय को देखना शुरू करते हैं जो आप ज्ञान तत्वों के संदर्भ में थोड़े अलग ढांचे से परिचित हैं और अगली इकाई में हम मेटाकॉग्निटिव ज्ञान को देखेंगे और उसकी प्रकृति को समझेंगे शिक्षार्थियों के मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करें मुझे समय बिताने का मन हुआ क्योंकि मेटाकॉग्निटिव ज्ञान के महत्व के कारण इस पर कम से कम एक इकाई खर्च करना सार्थक है